सभी को नमस्कार यह एक दूसरा व्याख्यान है जो पिछले व्याख्यान से जुड़ा हुआ है जिसमें मैंने जीआईएस क्या है का अवलोकन प्रस्तुत किया है जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रणाली में अलग अलग घटक होते हैं वैसे ही जीआईएस मैं यदि आप एक पेंसिल का उदाहरण लेते हैं तो पेंसिल में दो प्रमुख घटक होते हैं एक ग्रेफाइट है और दूसरा एक लकड़ी इसी तरह जीआईएस में हमारे पास अलग अलग घटक हैं एक और महत्वपूर्ण बात जिसे मैं पिछले व्याख्यान से लाना चाहूंगी जो मैंने समन्वय ज्यामिति के बारे में बहुत कम बताया है जीआईएस का आधार पूरी तरह से गणित है लेकिन इस पाठ्यक्रम में हम गणित के विवरण में नहीं जा रहे हैं लेकिन पृष्ठभूमि में गणित समय समय पर हमारे लिए कैसे काम कर रहा है मैं निश्चित रूप से उन बिंदुओं को लाना चाहूंगा कल या पिछले व्याख्यान मैं हमने समन्वय ज्यामिति प्रक्षेप पर गणित सेट सिद्धांत पर गणित बहुपद समीकरणों और अन्य चीजों के विभिन्न पहलुओं पर गणित और बाकी की चीजें जो जीआईएस में उपयोग की जाती हैं उसकी चर्चा की इसलिए पृष्ठभूमि में सब कुछ गणित पर आधारित है लेकिन सामने के अंत में हम उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को छोड़कर उन चीजों को नहीं देखते हैं इसलिए आइए जीआईएस के विभिन्न घटकों के साथ और अधिक गहराई पर जाएं जीआईएस के रूप में यदि आप विभिन्न साहित्य या पुस्तकों या वेब पेजों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग पांच घटकों छह घटकों और इसी तरह आगे का वर्णन करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि जीआईएस को पांच प्रमुख घटकों में बहुत अच्छी तरह से विभाजित किया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले व्याख्यान में भी हमने इस आंकड़े पर चर्चा की है क्योंकि वास्तविक दुनिया हम अलग अलग परतों में खंडित या विवेकी कर रहे हैं ऐसा करने के लिए हमारे पास विभिन्न घटक होने चाहिए जिससे हम विश्लेषण या मॉडलिंग या भविष्यवाणी की दिशा में प्राप्त कर सकें इसलिए पहला घटक क्योंकि यदि आप जीआईएस की परिभाषा को याद करते हैं तो यह उल्लेख किया जाता है कि यह एक कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक हार्डवेयर भी होना चाहिए तो आप जानते हैं कि हार्डवेयर एक कंप्यूटर है जिस पर जीआईएस संचालित होता है अब यह बहुत दिलचस्प है आजकल यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास जीआईएस विश्लेषण के लिए सुपर कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर या बड़े कंप्यूटर होने चाहिए स्मार्ट मोबाइल पर भी जीआईएस कार्य कर सकता है तो जीआईएस मैं हार्डवेयर के लिए हार्डवेयर की विस्तृत रेंज उपलब्ध है जिस पर जीआईएस चल सकता है ऐसे सॉफ़्टवेयर हैं जो उच्च अंत सॉफ़्टवेयर हैं या किसी बड़े सॉफ़्टवेयर की तरह हैं जिन्हें वर्कस्टेशन की आवश्यकता होती है और उसी सॉफ़्टवेयर का एक ही संस्करण एक ही सॉफ़्टवेयर आपके हथेली के शीर्ष या लैपटॉप या यहां तक कि आपके स्मार्ट मोबाइल पर भी चल सकता है जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्राइड फोन इसलिए हार्डवेयर आजकल जीआईएस सभी प्रकार के प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है और पिछले व्याख्यान का उदाहरण याद करें जो गूगल मैप और गूगल अर्थ के बारे में हमने सीखा था गूगल मैप विभिन्न प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और उसके लिए आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए और जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर की विस्तृत रेंज पर चलता है और केंद्रीकृत कंप्यूटरों से सर्वरों पर कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टैंडअलोन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से सभी प्रकार के संयोजन अब उपलब्ध हैं इसलिए GIS की परिभाषा के अनुसार हार्डवेयर पहला घटक है जो अपनासबसे आवश्यक है अगला घटक एक सॉफ्टवेयर आता है यह एक और बहुत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना आपके पास वास्तविक जीआईएस संचालन नहीं हो सकता है यहाँ मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूंगा जो बहुत ही रोचक है और एनालॉजी यह है कि जीआईएस एक कारपेंटर के टूलबॉक्स जैसा है कोई व्यक्ति इस एनालॉजी से आश्चर्यचकित हो सकता है लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि आप बाजार में जाते हैं और आप कारपेंटर का टूलबॉक्स खरीद सकते हैं लेकिन आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कारपेंटर के टूलबॉक्स में विभिन्न उपकरण हैं उदाहरण के लिए यह हथौड़ा देखा या हो सकता है आप जानते हैं कि शायद ड्रिलिंग मशीन भी हो सकता है लेकिन कारपेंटर के टूलबॉक्स में डिजाइन नहीं होगा कच्चा माल नहीं होगा तो यह जीआईएस में समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि आपको जी आई एस स्थापित करने से हार्डवेयर मिल सकता है लेकिन यदि आपके पास डेटा नहीं है जो हमारा अगला घटक है तो यह बेकार है और अगर आपके पास कारपेंटर के लिए डिजाइन नहीं हैं अगर वह कुर्सी तैयार करना नहीं जानता है तो कारपेंटर का टूल बॉक्स उसके लिए बेकार है भले ही वह लकड़ी का जानकार हो इसका मतलब सामग्री और हमारे जीआईएस समानांतर में हम इसे डाटा कह सकते हैं तो ये सभी पांच सबसे आवश्यक हैं और यह सभी एक साथ हो तभी एक जीआईएस कार्य कर सकता है तो दूसरा घटक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने जीआईएस का संचालन कर सकते हैं इसलिए यह भौगोलिक जानकारी को संग्रहीत करने विश्लेषण करने प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक फ़ंक्शन हैं और आपके सॉफ्टवेयर्स का मुख्य उद्देश्य उपकरण प्रदान करना है अब इसी तरह जीआईएस सॉफ्टवेयर्स व्यापक प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम की विस्तृत रेंज पर उपलब्ध हैं जैसा कि समय बीत रहा है जब जीआईएस का आविष्कार रोजर थॉमसन ने किया था उस समय यह डेक मशीनों पर था आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जहां अद्वितीय पूरी तरह से अलग हो सकता है बाद में अब सबसे लोकप्रिय जीआईएस सॉफ्टवेयर्स अब विंडो मशीनों पर हैं जिनके पास बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं और अधिकांश कार्य जिन्हें आप जीआईएस में सोच सकते हैं इन विंडोज मशीनों पर किया जा सकता है जो शायद वर्कस्टेशन या लैपटॉप पर चल रहे हैं इसलिए इन सॉफ्टवेयर्स का उद्देश्य मूल रूप से यह है की जीआईएस सॉफ्टवेयर्स भौगोलिक जानकारी को संग्रहीत विश्लेषण और प्रदर्शित करने के लिए यहां प्रदर्शित किया गया है हर समय याद रखें कि सब कुछ निर्देशांक भौगोलिक निर्देशांक स्थान विशिष्ट निर्देशांक से संबंधित है इसलिए सब कुछ जो हम संभाल रहे हैं जो जीआईएस में अद्वितीय बात है जो सीएडी मशीनों या सीएडी सीएएम सॉफ्टवेयर्स या अन्य प्रौद्योगिकियों में आम नहीं है लेकिन केवल जीआईएस भौगोलिक निर्देशांक का उपयोग करने के लिए वह कार्यक्षमता प्रदान करता है सॉफ्टवेयर के भीतर प्रमुख सॉफ्टवेयर घटक जिन घटकों को हम जीआईएस सॉफ्टवेयर में देखते हैं जैसे हम डेटा के इनपुट के लिए डेटा लाना चाहेंगे क्योंकि परिभाषा के अनुसार डेटा विभिन्न स्रोतों से आ सकता है और इसलिए आपका जीआईएस सॉफ्टवेयर विभिन्न स्रोतों से डेटा प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए यहाँ विभिन्न प्रकार के स्रोत बताए गए हैं जो शायद पहले से मौजूद डेटा शायद रिमोट सेंसिंग डेटा शायद कुछ एक्सेल शीट से आने वाले डेटा शायद पहले से मौजूद डेटाबेस से जो या शायद एनालॉग डेटा है जिसे जीआईएस में बदल सकते हैं इसलिए इनपुट क्षमताओं अच्छे जीआईएस सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी इनपुट क्षमताएं होनी चाहिए कुछ समय के लिए आपको GIS डेटाबेस में डेटा की कुंजी भी देनी होगी अब यह अनुभूति हमें भौगोलिक डाटा को हेरफेर करने के लिए भी देनी चाहिए हेरफेर का मतलब यह नहीं है कि हम डेटा को दूषित कर रहे हैं हेरफेर का मतलब है एक प्रारूप से दूसरे में परिवर्तन करना जैसे एनालॉग से डिजिटल डिजिटल से दूसरे प्रारूप में जैसे छवियों में कभी कभी हम टिफ़ प्रारूप में चित्र प्राप्त करते हैं जिसे हम उन्हें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के अनुसार संभवतः jpg प्रारूप या img प्रारूप पर आधारित करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर के भीतर आपका एक और महत्वपूर्ण घटक डेटाबेस है इसलिए अच्छे GIS सॉफ्टवेयर्स को एक बहुत अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का समर्थन करना चाहिए तीसरा भौगोलिक क्वेरी का समर्थन करने के लिए उपकरण है क्योंकि डेटाबेस को विकसित करने के बाद अंतिम उद्देश्य डेटा को डेटा के अंदर लाता है डेटा को एक कुशल तरीके से व्यवस्थित करता है फिर क्वेरी विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन आउटपुट आता है जिसे आप देखना चाहते हैं तो आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर को इन सभी चीजों का समर्थन करना चाहिए आजकल इसका होना आवश्यक है पहले के संस्करणों में सब कुछ कमांड मोड के माध्यम से था तो अब सब कुछ जो टाइप करना है यह सब विंडोज़ या GUI इंटरफ़ेस के माध्यम से होता है तो आप बहुत आसानी से इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि वह जीआईएस पर काम करना शुरू कर देगा क्योंकि जिस प्रोजेक्ट या जिस समस्या पर वह काम कर रहा है वह महसूस करता है कि वह जीआईएस का उपयोग उन मुद्दों को हल करने के लिए कर सकता है अब अगला सवाल उनके दिमाग में आएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्योंकि पिछले व्याख्यान में मैंने उल्लेख किया है कि सैकड़ों सॉफ्टवेअर उपलब्ध हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर अब मैं आपको कुछ मानदंड दे रहा हूं जैसे आप निर्णय ले सकते हैं और फिर उन सॉफ्टवेयर्स को खरीदना चाहिए मेरी राय में पहला मानदंड यह है कि सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर फैशन होना चाहिए जिसका मतलब है कि आज आपके पास सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए निश्चित राशि है अब कल आपको अधिक आवश्यकताएं हो रही हैं आप फिर से कुछ फंड उपलब्ध कर रहे हैं इसलिए आप एक और कुछ ऐड ऑन या मॉड्यूल खरीदते हैं जो आपके मौजूदा जीआईएस सॉफ्टवेयर की बुनियादी स्थापना के साथ बहुत अच्छी तरह से जेल कर सकते हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अच्छी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए आजकल अधिकांश बहुत लोकप्रिय जीआईएस सॉफ्टवेयर्स या तो ऑनलाइन सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन यदि वे सॉफ्टवेयर्स जो ऑनलाइन सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जीआईएस सॉफ्टवेयर्स की बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि कभी कभी स्थानीय रूप से आपको अपने संगठन के भीतर विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं हो सकती है तो आप कभी कभी वास्तविक परियोजनाओं में जीआईएस में फंस जाते हैं यह एक बहुत ही सामान्य बात है कि शुरू में जब आप जीआईएस प्लेटफार्मों में काम करना शुरू करते हैं तो आप कभी कभी मुश्किल से डेटा को व्यवस्थित करते हुए या डेटा का विश्लेषण करते हुए पाते हैं तब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मदद की तलाश करेंगे पर ऑनलाइन मदद या ऑफ़लाइन मदद पर्याप्त नहीं हो सकती है तो आप कुछ व्यक्ति के माध्यम से कुछ मदद पर्याप्त कर सकते हैं तो इन जीआईएस सॉफ्टवेयर्स को कुछ चर्चा समूहों का भी समर्थन करना चाहिए आजकल अच्छे सॉफ्टवेयर्स के पास अपने स्वयं के चर्चा समूह होते हैं ताकि आप अपना प्रश्न उठा सकें और कुछ घंटों के भीतर या फिर हो सकता है कि 24 घंटे बाद आपको इन चर्चा समूहों से अच्छा उत्तर और अच्छा समर्थन मिले कभी कभी आप किसी व्यक्ति द्वारा उठाए गए उस विशेष समस्या के बारे में जवाब जानने के लिए भी योगदान दे सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं इसलिए ये कुछ मानदंड हैं जो जीआईएस सॉफ्टवेयर को चुनते या चलाने के समय ध्यान में रखना चाहिए अब तीसरा और मेरी राय में फिर से बहुत महत्वपूर्ण घटक डेटा है क्योंकि कारपेंटर के लिए एक लकड़ी या सामग्री है जिसका उपयोग वह एक फर्नीचर तैयार करने के लिए करेगा यहां हम नक्शे या टेबल या रिपोर्ट बनाएंगे डेटा के बिना आपके पास अच्छा हार्डवेयर हो सकता है आपके पास बहुत लोकप्रिय और सबसे उन्नत जीआईएस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं लेकिन अगर आपके पास डेटा नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है इसलिए डेटा एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि यहां यह उल्लेख किया गया है कि संभवतः जीआईएस का सबसे महत्वपूर्ण घटक डेटा है डेटा के बिना आपका जीआईएस नहीं चल सकता जैसे लकड़ी के बिना कारपेंटर काम नहीं कर सकते अब जीआईएस डेटा और संबंधित एक डेटा जिस पर मैं बाद में आऊंगी जिसे हम गैर स्थानिक डेटा कहते हैं भौगोलिक डेटा जिसे हम स्थानिक डेटा कहते हैं उसे विभिन्न स्रोतों से आने वाली परिभाषा के रूप में घर में एकत्र किया जा सकता है तो एक डाटा घर में संग्रह हो सकता है या कुछ स्रोतों के माध्यम से खरीदा जा सकता है या उपलब्ध हो सकता है इसलिए डेटा विभिन्न प्रकार के स्रोतों से विभिन्न स्वरूपों में आ सकता है और यही कारण है कि डेटा के मामले में आपके द्वारा ज्ञात सभी प्रकार के रूपांतरणों में एक हेरफेर प्रारूप रूपांतरण आवश्यक हो सकता है अब चौथा और एक अन्य महत्वपूर्ण घटक लोग हैं लोगों के बिना अब लोगों में जीआईएस विशेषज्ञ और उपयोगकर्ता और निर्णय निर्माता दोनों शामिल हैं आप सभी जानते हैं कि जीआईएस में लोगों का एक पूर्ण स्पेक्ट्रम आवश्यक है अन्यथा यदि जीआईएस से कोई नया समाधान नहीं पूछ रहा है तो जीआईएस का विकास रुक जाएगा तो आपको उन उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो नहीं जानते कि जीआईएस कैसे काम करता है उन्हें पता नहीं है कि डेटा कहां से आया है उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आपने डेटा को कैसे व्यवस्थित किया है वे सिर्फ परिणाम देखना चाहते हैं जैसे कि अधिकांश लोग गूगल मैप का उपयोग कर रहे हैं बिना यह जाने कि डेटा कहाँ से आ रहा है डेटा कौन उत्पन्न कर रहा है वे केवल उपयोगकर्ता हैं लोगों में जीआईएस विशेषज्ञ भी शामिल हैं जो डेटा एकत्र करते हैं डेटा को व्यवस्थित करते हैं और इस तरह के सिस्टम को बनाए रख सकते हैं शायद ऑनलाइन सिस्टम जैसे गूगल मैप या शायद कुछ संगठनों या बड़े उद्यम में ऑफ़लाइन सिस्टम इसलिए लोग जीआईएस का एक और बहुत महत्वपूर्ण घटक है और जीआईएस तकनीक लोगों के बिना सीमित होगी जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है और जो वास्तविक दुनिया में आवेदन करने के लिए सिस्टम विकसित योजनाओं का प्रबंधन करेगा और वास्तविक उपयोगकर्ता जो वास्तव में जीआईएस का शोषण करेंगे और जीआईएस उपयोगकर्ता तकनीकी रूप से विशेषज्ञ भी होते हैं जो कोड डिजाइन करते हैं या लिखते हैं सॉफ्टवेयर को और विकसित करते हैं और जो जीआईएस विशेषज्ञ से सवाल पूछते रहते हैं कि आप यह काम कर सकते हैं और पिछले व्याख्यान में भी उल्लेख है जीआईएस संचालन एक निरंतर प्रक्रिया है जिससे आप एक विकासशील चीज को विकसित कर सकते हैं जिसके बारे में लोग और पूछते रहेंगे और जैसा कि आप और अधिक विकसित करते हैं वे अधिक पूछते रहेंगे इसलिए वे इस विकास को बाध्य करेंगे कि यह जीआईएस कैसे विकसित हुआ है तो यह कई मायनों में अच्छा है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जब हम हार्डवेयर या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में पहले घटक को थोड़ा कम देखना शुरू करते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भी शामिल करते हैं जो अधिक विकास करते हैं जब वे इन दो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जगह ले रहे होते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये विकास होगा और यह विकास जीआईएस प्लेटफॉर्म में भी आ जाते हैं इसलिए ऐसे किसी भी क्षेत्र में विकास अंततः जीआईएस डोमेन में भी प्रवेश करेगा और अधिक हार्डवेयर में सुधार होता रहेगा और उससे आपका जीआईएस तेजी से बेहतर होता रहेगा और डेटा के बड़े संस्करणों को संभालने में सक्षम होगा तो हमारा जीआईएस भी समृद्ध हो जाता है यदि सॉफ्टवेयर्स बहुत ही कुशल हो जाते हैं तो नए एल्गोरिदम विकसित किए जाते हैं नए उपकरण आते हैं फिर धीरे धीरे और अंततः आपका रस जीआईएस डोमेन में बदल जाएगा इसलिए यहां जीआईएस सभी स्रोतों से लाभान्वित हो रहा है चाहे वह कोई भी जीवनी हो चाहे कोई भी विकास कार्टोग्राफी में हो आखिरकार यह जीआईएस में बदल जाएगा कंप्यूटर विज्ञान सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या संचार में कोई विकास जो आएगा इसी तरह जीपीएस तकनीक में तीन साल पहले हमारे पास केवल एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था जो यूएस आधारित था अब कई ऐसे हैं जिनमें भारत भी शामिल है हमारी अपनी जीपीएस प्रणाली है जिसका हाल ही में हमने नाम बदलकर NAVIC किया है यह IRNSS प्रणाली थी और यह एक क्षेत्रीय प्रणाली है जबकि GPS या ग्लून्स वैश्विक प्रणाली हैं चीनी ने भी एक प्रणाली विकसित की है जिसे बायडौ एक वैश्विक प्रणाली कहा जाता है अब एक जीपीएस रिसीवर जिसका उपयोग केवल यूएस आधारित जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से सिग्नल प्राप्त करने के लिए किया जाता है हो सकता है की भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया जाए अब लोगों के पास रिसीवर हैं जो तीन चार ऐसे सिस्टम से सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं इसलिए सटीकता में सुधार होगा और सटीकता में यह सुधार अंततः जीआईएस में भी वृद्धि करेगा नए आवेदन जीआईएस में भी विकसित होंगे जीआईएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसमें रिमोट सेंसिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग शामिल है जो हम उपयोग करते हैं वह जियो रेफरेंसिंग है उसमें हम जिओ कोड को एक उपग्रह चित्र बनाते हैं इसलिए क्योंकि आजकल हम उच्च और उच्च संकल्पों से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए बहुत ही उच्च गुणवत्ता या बहुत सटीक जिओ संदर्भित करना आवश्यक है इसलिए जियो रेफरेंसिंग के पारंपरिक तरीके अब काम नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें जीपीएस से बहुत सटीक डेटा की आवश्यकता होती है और सौभाग्य से हमारे पास सभी प्रकार के नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध हैं इसलिए हम निश्चित रूप से भू संदर्भित करने की हमारी सटीकता में सुधार कर सकते हैं इसलिए मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जीपीएस तकनीक में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकास रिमोट सेंसिंग तकनीक में विकास कार्टोग्राफी में विकास या कैडर डिजाइन आखिरकार जीआईएस डोमेन में भी जमा हो जाएगा पांचवां और अंतिम लेकिन किसी से कम नहीं वह जीआईएस का घटक पद्धति है फिर से मुझे उसी कारपेंटर के टूलबॉक्स सादृश्य से संबंधित करना चाहिए यह फर्नीचर का डिज़ाइन है लकड़ी कैसे काटें लकड़ी को कैसे पॉलिश करें लकड़ी में छेद कैसे करें कौन सी लकड़ी अधिक उपयुक्त होगी कहां लकड़ी मिल सकती है इसलिए इन सभी तरीकों की बहुत आवश्यकता है जीआईएस में जैसे एल्गोरिदम हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि ज्यादातर चीजें गणितीय डोमेन से आ रही हैं इसलिए अगर कुछ भी विकसित होता है जो GI में उपयोग हुआ है तो यह जीआईएस में आएगा शायद थोड़ी देर बाद ही सही लेकिन निश्चित रूप से आएगा ही इसलिए जीआईएस में तरीके या डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण हैं अब जैसा कि मैंने यहां बताया कि सफल जीआईएस एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना व्यापार नियमों के अनुसार काम करता है और जो एक दूसरे के लिए अद्वितीय मॉडल और ऑपरेटिंग प्रथाएं हैं चलिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जैसे कोई भूजल प्रवाह पर काम कर रहा है तो भूजल प्रवाह के अनुमान के लिए में नए मॉडल आए हैं इसका जीआईएस के साथ अब तक कोई संबंध नहीं है लेकिन भविष्य में बहुत जल्द इसका एक लिंकेज होगा और एक बार यह लिंकेज विकसित हो जाए तो मॉडल खुद शक्तिशाली हो जाता है और इसलिए जीआईएस उस लिंकेज के कारण समृद्ध हो जाता है लिंकेज जो उस मॉडल के साथ स्थापित किया गया है और यह है कि शुरू में इन सभी मॉडलों को अलगाव में कैसे विकसित किया जाता है एक और उदाहरण मैं दे सकता हूं एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल है जिसे सार्वभौमिक मिट्टी कानून समीकरण मॉडल कहा जाता है तो यह मॉडल जीआईएस के आविष्कार से पहले मौजूद था लेकिन एक बार लोगों ने इसे क्लब किया या जीआईएस के साथ एकीकृत किया गया जो कि एक ही USLE या सार्वभौमिक मिट्टी कानून समीकरण मॉडल या संशोधित संस्करण है USLE अन्य चीजें बहुत अधिक शक्तिशाली बहुत अधिक उपयोगी हो जाती हैं जब एक बार उन्हें जीआईएस से जुड़ाव मिले इसलिए अलगाव के लिए कुछ उपकरण और मॉडल उपलब्ध हो सकते हैं जीआईएस के साथ अब तक कोई संबंध नहीं हो सकता है लेकिन भविष्य में मेरी राय में उनके पास बहुत अच्छा संबंध होगा यदि वे भौगोलिक डेटा को संभालते हैं तो उससे फिर उपकरण और मॉडल खुद ही शक्तिशाली हो जाता है इसलिए जीआईएस अब विधियों में है विधियों में डेटा इनपुट है जिससे आप डेटा को व्यवस्थित करने के बारे में जानते हैंविधियां जो प्रारूप को बदलने के तरीके के बारे में हैं विधियों में जियो संदर्भित सटीकता भागों और फिर अंत में विश्लेषण और मॉडलिंग के बारे में है इसलिए सॉफ्टवेयर के ये भाग धीरे धीरे जीआईएस सॉफ्टवेयर्स बहुत समृद्ध होते जा रहे हैं मुझे आपको एक और उदाहरण देना चाहिए जैसे जीआईएस स्थानिक डेटा की बड़ी मात्रा को संभालता है और कभी कभी आपको डेटा संपीड़न तकनीकों compression techniques की आवश्यकता होती है अब डेटा संपीड़न गणितीय डोमेन का एक हिस्सा है इसलिए अधिक विकास के रूप में वे अधिक नई तकनीकों को ले रहे हैं जो वे डेटा संपीड़न में लागू कर रहे हैं अंततः जीआईएस में समाप्त हो जाते हैं उदाहरण के लिए वेब आधारित डेटा कम्प्रेशन तकनीक अब वे जीआईएस सॉफ्टवेयर्स में आ गए हैं और जीआईएस सॉफ्टवेयर्स डेटा को संपीड़ित करेगा या कभी कभी आपको एक अलग कंप्रेशन टूल खरीदना होगा जो आपको कहीं और उपलब्ध हो जिससे आप डेटा को कंप्रेस करें डेटा को डिकम्प्रेस करें तो वे कहते हैं कि सभी एक साथ अलग अलग डोमेन या एक शाखा या गणित लेकिन जो लाभ गणितीय शाखा या डेटा संपीड़न में विकसित किए जा रहे हैं वे बाद में जीआईएस प्लेटफॉर्म पर बाद में छवि प्रसंस्करण या रिमोट सेंसिंग में भी आ रहे हैं जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में उल्लेख किया है कि हम उस खंड को अलग अलग घटकों अलग अलग परतों अलग अलग विषयों में जानते हैं और यह है कि कैसे हम डेटा को भौगोलिक में व्यवस्थित करते हैं जिसका अर्थ है कि हम प्रत्येक वस्तु के साथ स्थान संलग्न करते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट डेटा हो सकता है ऑब्जेक्ट शायद लाइन डेटा बहुभुज डेटा या शायद छवि उपग्रह छवि या एक तस्वीर या एक वीडियो या ऑडियो सब कुछ हम निर्देशांक के साथ संलग्न करने का प्रयास करते हैं और उन निर्देशांक का आपस में भौगोलिक समन्वय हैं हमारे डोमेन में हम अक्षांश देशांतर के रूप में या कुछ अन्य मानचित्र अनुमानों में विभिन्न निर्देशांक प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सभी भौगोलिक समन्वय में गिर जाएंगे और इन सभी परतों को उस फैशन में व्यवस्थित किया जाता है और फिर पहले से उल्लेखित भू संदर्भ को संदर्भित करता है इसलिए यह समन्वित भौगोलिक समन्वय के साथ संदर्भ है ताकि हम सभी परतों और एक दूसरे के शीर्ष को निकाल सकें और जब भी हम उपयोग करना चाहते हैं मेरे पास 20 लेयर में डेटाबेस है जो मैं एक समय में दो या तीन या चार का उपयोग करना चाहता हूं एक बार वे भौगोलिक समन्वय प्रणाली के लिए जिओ संदर्भ मैं आ जाए तो वह जीआईएस में बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता हूं कोई भी समन्वय प्रणाली जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि जिओ स्थानिक डेटा जो कि जीआईएस में जाता है को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है एक स्थानिक डेटा है जो एक वास्तविक ऑब्जेक्ट स्थान है तो मैं बिंदु डेटा का उदाहरण देता हूं इसमें सिर्फ x और y होगा यदि यह एक लाइन डेटा है तो इसमें x और y की श्रृंखला होगी और यदि यह एक बहुभुज डेटा है तो इसमें भी x और y की श्रृंखला होगी लेकिन इसमें पहला निर्देशांक और अंतिम निर्देशांक समान होगा तो मैं बिंदु डेटा का उदाहरण देता हूं इसमें सिर्फ x और y होगा यदि यह एक लाइन डेटा है तो इसमें x और y की श्रृंखला होगी और यदि यह एक बहुभुज डेटा है तो इसमें भी x और y की श्रृंखला होगी लेकिन इसमें पहला निर्देशांक और अंतिम निर्देशांक समान होगा इसलिए जैसे उपग्रह छवियों के मामले में पिक्सेल का स्थान स्थानिक डेटा बन जाएगा लेकिन पिक्सेल का मूल्य आपका गैर स्थानिक डेटा बन जाएगा या जिसे हम विशेषता डेटा भी कहते हैं और स्थानिक डेटा आपके प्रश्न का उत्तर देगा कि स्थान कहां है क्योंकि यह किसी वस्तु के स्थान को पकड़ रहा है जबकि गैर स्थानिक डेटा इस सवाल का जवाब देगा कि यह क्या है बुद्धिमान की तरह हम जीआईएस में डेटा को व्यवस्थित रखते हैं ताकि हम बहुत कुशलता से पुनः प्राप्त कर सकें हम एक बहुत सुसंगत और अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वास्तविक दुनिया के बारे में बहुत कम जाना है हम इसे अलग अलग समय के डेटा में विभाजित करने की कोशिश करते हैं जो कि अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि सदिश क्या है रेखापुंज क्या है और विभिन्न प्रकार के सदिश और अन्य चीजें क्या हैं लेकिन हम वास्तविक दुनिया को खंडों की कुछ परतों में विभाजित कर सकते हैं जैसे कि बिंदु रेखा बहुभुज हो सकते हैं या रेखापुंज की कुछ परतें हो सकती हैं शायद ऊंचाई की जानकारी शायद एक भूमि का प्रतिनिधित्व करती उपग्रह छवि हैवन कवर और सभी प्रकार की चीजें इसमें उपलब्ध हो सकती है और फिर गैर स्थानिक डेटा या विशेषता डेटा या सरल शब्दों में आप एक सारणीबद्ध डेटा की तरह सोच सकते हैं तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट मान लीजिए x y है यह एक बिंदु है तो यह एक x और y होगा तो यह सिर्फ स्थान है यह एक स्थानिक डेटा है लेकिन इस बिंदु पर इस तरह एक टेबल जुड़ी हो सकती है और यूनीक आईडी कह सकते हैं जो सभी स्थानिक वस्तुओं के लिए आवश्यक है तो आपके पास शायद एक जेड स्थान होगा घर यहां एक घर की बात है तो यह मालिक की जानकारी या इस घर का निर्माण कब हुआ होगा की जानकारी दे सकता है अब यह भाग सैद्धांतिक रूप से असीमित है कि जीआईएस डेटाबेस में आपके डेटाबेस में जितने भी कॉलम हो सकते हैं वे जीआईएस डेटाबेस को सैद्धांतिक रूप से असीमित रूप से विस्तारित करते हैं लेकिन जब आप वास्तव में जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर सीमाएं हो सकती हैं तो किसी एक स्थानिक वस्तु के विरुद्ध अधिक क्षेत्र बनाते समय थोड़ा सावधान रहना होगा इसी तरह उसी तरह की तालिका सड़क या सड़क के मामले में भी हो सकती है जो एक लाइन या पॉलीलाइन का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसी तरह एक क्षेत्र के लिए आपके पास विशेषता तालिका हो सकती है इसलिए विशेषता तालिका हमेशा गैर स्थानिक डेटा संग्रहीत करेगी जो सीधे स्थानिक वस्तुओं से संबंधित है ऐसा नहीं है कि यह अलगाव में पड़ा हुआ है और यह जीआईएस की सुंदरता है कि स्थानिक डेटा और विशेषता डेटा का सीधा संबंध या गतिशील लिंक या हॉट लिंक हो रहा है अन्यथा कैड सिस्टम की तरह आपके पास डेटाबेस नहीं है यहां आपके पास डेटाबेस के साथ साथ स्थानिक वस्तु भी है इसलिए यह इस प्रस्तुति जो जीआईएफ के घटकों के बारे में थी उसका अंत लाता है और जैसा कि शुरुआत में उल्लेख किया गया था कि साहित्य में आपको कुछ और घटक मिल सकते हैं लेकिन आवश्यक घटक वही है जिनकी मैंने पहले ही चर्चा की है धन्यवाद